अगला महत्वपूर्ण भाग नेत्रिका और क्रॉस वायर का समायोजन है जब मैं चित्र दिखा रहा था तब पहले से ही मैं उल्लेख कर रहा था नेत्रिका और क्रॉस वायर का समायोजन जैसा कि मैंने बताया कि एक नली है उस नली में क्रॉस वायर को जोड़ा गया है आपके पास एक नली है आपके पास एक नली है उस नली में यह क्रॉस वायर जोड़ा गया है यही मैंने यहां दिखाया है अब यह नली आप अंदर डाल सकते हैं आप बताते हैं यह क्रॉस वायर नली है यह मुझे लगता है यह क्रॉस वायर नली हम दूरबीन के अंदर डालते हैं आप धक्का दे सकते हैं मैं यह लूंगा आप धक्का दे सकते हैं आप दूरबीन नली में इस नली से अंदर और बाहर ले जा सकते हैं अब नेत्रिका यह नेत्रिका है यह लेंस एक अन्य नली में जोड़ा गया है उस नली को फिर से आप क्रॉस वायर नली में सम्मिलित कर सकते हैं नेत्रिका नली को क्रॉस वायर नली में अंदर और बाहर ले जाया जा सकता है जब तक क्रॉस वायर नली अलग अलग दिखाई नहीं देती इसलिए इसका मतलब है जब यह अलग होगा इसका मतलब है क्रॉस वायर इस नेत्रिका के केंद्र बिंदु पर है यह यहाँ नेत्रिका और क्रॉस वायर का समायोजन है यह या तो कॉलिमेटर की रोशनी या कमरे की रोशनी से दूरबीन को घुमा कर किया जाता है आपको इस समायोजन के लिए प्रकाश का उपयोग करना होगा या तो आप इस कॉलिमेटर की रोशनी का उपयोग कर सकते हैं या आप दूरबीन को घुमा सकते हैं और कमरे के प्रकाश को ले सकते हैं और फिर आप नेत्रिका के माध्यम से देख सकते हैं और क्रॉस वायर को अलग अलग देखने के लिए नेत्रिका को अंदर और बाहर ले जाएं तो इसका मतलब है आप नेत्रिका लेंस के माध्यम से क्रॉस वायर की छवि देख रहे हैं इसका मतलब है कि यह नेत्रिका लेंस के केंद्र बिंदु पर है यह अन्य दूरबीन नली और यह क्रॉस वायर नली अब यह स्थिर है अब इन्हें नहीं हिलाएंगे जब आप एक फ़ोकसिंग घुंडी घुमाते हैं इसे दूरबीन लेंस के फोकल बिंदु पर लाने के लिए यह क्रॉस वायर नली इस दूरबीन नली से अंदर और बाहर जाएगी यह स्पिरिट लेवल का उपयोग करके यांत्रिक के बाद अगला चरण है अगला चरण नेत्रिका और क्रॉस वायर का समायोजन है आप वास्तव में इसे बाहर निकाल सकते हैं और नेत्रिका को देख सकते हैं आप देख सकते हैं और फिर क्रॉस वायर नली में सम्मिलित कर सकते हैं और फिर आप इसे तब देखेंगे जब आप फ़ोकसिंग घुंडी को घुमाएंगे इसका मतलब है यह नेत्रिका अंदर और बाहर जा रही है जिसे आप देख सकते हैं फिर यांत्रिक समतलन और नेत्रिका और क्रॉस वायर के समायोजन के बाद तीसरा चरण अगला समायोजन कॉलिमेटर में झिरी की चौड़ाई और लंबाई का है कॉलिमेटर में एक कॉलिमेटर लेंस है जैसा कि मैंने बताया और फिर यह एक कॉलिमेटर नली है और अन्य छोर पर झिरी है झिरी एक नली के साथ जुड़ी हुई है झिरी नली के साथ उस नली को आप फ़ोकसिंग घुंडी का उपयोग करते हुए अंदर और बाहर ले जा सकते हैं जैसा कि हमने उल्लेख किया है लेकिन यहाँ इस झिरी में मैंने यह दिखाने की कोशिश की कि यह इस समतल में है यही जो मैंने इस तरह खींचा है यह इस समतल में है यहाँ यह यह है और यह दूसरा हिस्सा यह है यह मूल रूप से झिरी है आप इस चौड़ाई को झिरी की चौड़ाई को आप इस को बदल सकते हैं इस का उपयोग कर बस आप अंदर और बाहर धकेल सकते हैं अंदर बाहर करो आप इस झिरी की चौड़ाई को बदल सकते हैं और एक अन्य समायोजन है जैसा कि आप जानते हैं आप अंदर और बाहर धकेल सकते हैं जब आप इस तरफ धकेल रहे हैं तो आप ऊंचाई को कम कर रहे हैं आप ऊंचाई कम कर रहे हैं और यदि आप इस तरफ खींच रहे हैं तो आप ऊंचाई बढ़ा रहे हैं झिरी की चौड़ाई और लंबाई को समायोजित करने के लिए झिरी में यह व्यवस्था है कॉलिमेटर में इस चौड़ाई और लंबाई के समायोजन के लिए यह वह तंत्र है जिसे मैंने एक चित्र में दिखाने की कोशिश की थी फिर आगे हमें छवि को केंद्रित करने के लिए जाना होगा छवि को केंद्रित करना इसका मतलब है कि कॉलिमेटर प्रकाश का एक स्रोत है प्रकाश का एक स्रोत है प्रिज्म टेबल प्रकाशीय यंत्र लेंस या प्रिज्म या ग्रेटिंग का एक स्रोत है और फिर दूरबीन छवि को देखने के लिए है छवि को मोटे तौर पर फोकस करने के लिए झिरी स्रोत है प्रिज्म टेबल पर कुछ भी नहीं है दूरबीन में नेत्रिका के माध्यम से आप पर्दे पर झिरी की छवि को देखना चाहते हैं मतलब कि क्रॉस वायर के तल पर छवि को मोटे तौर पर देखने के लिए हमें कॉलिमेटर और दूरबीन के फोकसिंग घुंडी को घुमाना होगा इसे स्पष्ट करने के लिए मोटे तौर पर स्पष्ट बनाने के लिए बस आप कॉलिमेटर और दूरबीन के फ़ोकसिंग घुंडी को समायोजित करने की कोशिश करें जिससे आपकी छवि स्पष्ट होगी यही कारण है कि छवि को मोटे तौर पर फोकस कर रहे हैं जब आप फ़ोकसिंग घुंडी को घुमा रहे हैं आप क्या कर रहे हैं आप झिरी स्रोत की स्थिति को बदल रहे हैं और आप क्रॉस वायर की स्थिति बदल रहे हैं जहां छवि बनेगी यह तभी फोकस होगी जब वे मोटे तौर पर कॉलिमेटर लेंस और साथ ही दूरबीन लेंस के केंद्र बिंदु पर केंद्रित होंगे लेकिन हमें यकीन नहीं है कि वे केंद्र बिंदु पर हैं या नहीं लेकिन जब वे इन दो लेंसों के केंद्र बिंदु के करीब होंगे स्रोत के साथ साथ क्रॉस वायर भी तब केवल आप उस स्पष्ट छवि को देखेंगे यही छवि की मोटे तौर पर फ़ोकसिंग है फिर मैंने जो यहां वर्णित किया है वह मैंने यहां लिखा है दूरबीन को कॉलिमेटर के अनुरूप रखें नेत्रिका पर देखें और झिरी की छवि धुंधली दिखाई दे सकती है दूरबीन और कॉलिमेटर के फ़ोकस घुंडी को घुमाकर छवि को स्पष्ट बनाएं यदि छवि लंबवत नहीं दिखाई देती है तो झिरी को अपने स्वयं के समतल में घुमाकर लंबवत बनाएं झिरी को अपने स्वयं के समतल में घुमाने का भी प्रावधान है वांछित तीव्रता और लंबाई की छवि प्राप्त करने के लिए झिरी की चौड़ाई और लंबाई को समायोजित करें क्रॉस वायर नली को अपने स्वयं के समतल में घुमाए ताकि यह या तो यह क्रॉस प्लस यह हो या यह क्रॉस देखने के क्षेत्र में हो तो इसका मतलब है कि क्रॉस वायर को घुमाने की गुंजाइश है मतलब कि क्रॉस वायर नली को आप घुमा सकते हैं और यह झिरी भी आप इसे सीधा करने के लिए अपने समतल में झिरी को घुमा सकते हैं फिर आप छवि देख रहे हैं अब जैसा कि मैंने बताया कि हमें इन तीनों दूरबीन फिर प्रिज्म टेबल और कॉलिमेटर के अक्ष क्षैतिज करना है उनकी सतह की लंबाई और प्रिज्म टेबल की सतह उन्हें क्षैतिज होना चाहिए और उनका अभिलंब भी ऊर्ध्वाधर होना होगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे इन शर्तों को संतुष्ट कर रहे हैं अगला चरण प्रकाशीय समतलन है यह नहीं किया गया है अब आप प्रिज़्म टेबल पर प्रकाशीय यंत्र का उपयोग कर रहे हैं जब आप प्रिज्म टेबल पर प्रकाशीय टेबल का उपयोग कर रहे हैं प्रकाशीय टेबल की सतह प्रकाशीय यंत्र की सतह या तो यह प्रिज्म सतह है या ग्रेटिंग धारक है वे चिकनी सतह नहीं हो सकते हैं वे ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकते हैं उनकी धुरी ऊर्ध्वाधर नहीं हो सकती है इसके लिए हमें फिर से समतल करने की आवश्यकता है जिसे हम प्रकाशीय समतलन बताते हैं यहां ग्रेटिंग को रखना है जब आप ग्रेटिंग का उपयोग करके प्रयोग करेंगे या प्रिज़्म जब आप प्रिज़्म का उपयोग करके प्रयोग करेंगे यदि आप ग्रेटिंग का उपयोग करते हैं तो तो ग्रेटिंग रखें यदि आप अपने प्रयोग के लिए प्रिज्म का उपयोग करते हैं प्रकाशीय समतलन के लिए आप प्रिज्म का उपयोग करते हैं और उनकी परावर्तक सतह को दर्शाते हैं जो दो पेंच को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत होना चाहिए फिर से जिस तरह से आप स्पिरिट लेवल को रखते हैं या इसे प्रिज्म की परावर्तक सतह के एक किनारे पर या एक अग्र भाग किनारा नहीं या ग्रेटिंग की परावर्तक सतह है उसे आप दो पेंच से जुड़ने वाली रेखा पर लंबवत रखें दूरबीन को लगभग 90 डिग्री पर सीधी स्थिति से दाईं ओर रखें और प्रिज्म टेबल को घुमाकर दूरबीन के माध्यम से चित्र देखें दूरबीन आप लगभग 90 डिग्री डालते हैं और प्रिज्म टेबल को घुमाते हैं प्रिज्म टेबल पर या तो ग्रेटिंग या प्रिज्म होता है दूरबीन के माध्यम से छवि को देखने का प्रयास करें इसका मतलब है कि परावर्तक सतह को 45 होना चाहिए इस कोण को कॉलिमेटर के साथ 45 होना चाहिए तब आपको 90 डिग्री पर प्रतिबिंब मिलेगा दो पेंचो को समान रूप से विपरीत दिशा में मोड़ते हुए छवि को देखने के क्षेत्र के केंद्र में लाएं जैसे आपने स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हुए किया था अब दूरबीन को 90 डिग्री पर बाईं ओर रखें और छवि को देखने के लिए प्रिज्म टेबल को घुमाएं और प्रिज्म टेबल के तीसरे स्क्रू को मोड़ते हुए छवि को केंद्र में लाएं यह प्रक्रिया आवश्यक है अगर ग्रेटिंग या प्रिज़्म का तल बिल्कुल सपाट नहीं है और प्रिज़्म का किनारा या ग्रेटिंग की सतह प्रिज़्म टेबल के लंबवत नहीं है यदि यह स्थिति है और वास्तविकता है तो इसके लिए आपको यह सुनिश्चित करने के लिए प्रकाशीय समतलन करना होगा कि यह उद्देश्य इसे बनाना है क्योंकि प्रिज्म टेबल अब घूम जाएगा यह आपका प्रिज्म वहाँ है यदि यह प्रिज्म का किनारा ऊर्ध्वाधर नहीं है या इसकी अपवर्तन सतह ऊर्ध्वाधर नहीं है फिर समतल करने का उद्देश्य जो भी उद्देश्य है समतलन का वह पूरा नहीं होगा इसीलिए प्रिज्म या ग्रेटिंग के लिए इस प्रक्रिया प्रकाशीय समतलन की आवश्यकता होती है अब दूरबीन को कॉलिमेटर के अनुरूप घुमाएं और झिरी छवि को स्पष्ट बनाने के लिए कॉलिमेटर की फ़ोकसिंग घुंडी घुमाएं इसका मतलब है कि झिरी कॉलिमेटर के लेंस के फोकस तल से मेल खा रही है इस प्रकार समानांतर किरणें मुझे लगता है कि यह ठीक है मुझे लगता है कि यह पृष्ठ मुझे दिखाना होगा पांचवां यह था कि एक प्रकाशीय समतलन पांचवीं थी अर्थात अगला चरण है समानांतर किरणों को फोकस करना अगला चरण समानांतर किरणों पर फोकस करना है मोटे तौर पर हमने छवि को स्पष्ट बनाने के लिए फोकस किया था अब इसे संपूर्णत स्पष्ट बनाने की एक विधि है जिसे हम समानांतर किरणों को फोकस करना कहते हैं आप दो वैकल्पिक विधियों का उपयोग कर सकते हैं एक प्रत्यक्ष विधि है दूसरी शूस्टर की विधि Schuster's method है उद्देश्य यह है कि हमें झिरी को कॉलिमेटर लेंस के केंद्र बिंदु पर रखना होगा और हमें दूरबीन लेंस के केंद्र बिंदु पर क्रॉस वायर लगाना होगा फिर समानांतर किरणें मिलेंगी उसको कैसे करे दो विधियाँ हैं एक है प्रत्यक्ष विधि दूसरी है शूस्टर की विधि Schuster's method आप जानते हैं कि जब प्रकाश लंबी दूरी से प्रकाश आ रहा होता है तो हम बताते हैं कि यह एक समानांतर किरण है यदि आप इस प्रत्यक्ष विधि इस तथ्य का इस्तेमाल करते हैं कि बहुत दूर की वस्तु से जो प्रकाश हमारे पास पहुंचता है वह समानांतर किरणें हैं और दूरबीन के उत्तल लेंस के केंद्र बिंदु पर छवि बनाते हैं दूरबीन को बाहरी वस्तु की ओर घुमाएं और वस्तु की स्पष्ट छवि बनाने के लिए दूरबीन के फोकस घुंडी को घुमाएं इसका मतलब है कि क्रॉस वायर का तल दूरबीन के फोकल तल से मेल खा रहा है यह प्रत्यक्ष विधि है और अब आप दूरबीन को घुमाते हैं दूरबीन को कॉलिमेटर के अनुरूप घुमाते हैं और झिरी की छवि को स्पष्ट बनाने के लिए कॉलिमेटर के फ़ोकसिंग घुंडी को घुमाते हैं बाकी हिस्से में हमें कॉलिमेटर के फ़ोकसिंग घुंडी को घुमाना है इस प्रकार कॉलिमेटर से समानांतर किरणों का उत्पादन किया जाएगा और प्रिज्म या ग्रेटिंग से परावर्तित या अपवर्तित या विवर्तित किरणों को दूरबीन के लेंस के माध्यम से प्रवेश किया जाएगा और क्रॉस वायर तल में केंद्रित किया जाएगा और छवि का निर्माण होगा अगली शूस्टर की विधि Schuster's method है यह विधि इस तथ्य पर आधारित है कि पुंज के विचलन पर प्रिज्म का प्रभाव न्यूनतम विचलन स्थिति के विपरीत तरफ विभिन्न है न्यूनतम विचलन की स्थिति इस अपवर्तक किनारे पर गिरने वाले कॉलिमेटर से आने वाला प्रकाश है अब यह एक अपवर्तित है और इस तरफ दूरबीन है इस तरह से यह प्रत्यक्ष प्रकाश की दिशा है यह अपवर्तित है जिसका अर्थ है यह विचलन है यह विचलन है आपतित कोण के साथ विचलन बदलता है आप जानते हैं कि आपतित कोण के साथ विचलन इस तरह बदलता है यह इस कोण के लिए न्यूनतम विचलन है i m न्यूनतम विचलन आपतित कोण है फोकस करें हम क्या कह रहे हैं कि दूरबीन रखें दूरबीन को उच्च आपतित कोण पर रखते हुए क्षमा करें दूरबीन को रखने से पहले हमें न्यूनतम विचलन की स्थिति का पता लगाना होगा और फिर न्यूनतम विचलन की स्थिति से इस न्यूनतम विचलन की स्थिति से केवल 5 डिग्री दूर तक हम दूरबीन को रखेंगे अब आपतित कोण को बदलेंगे एक आपतित कोण से यह न्यूनतम विचलन कोण से अधिक होगा और अन्य न्यूनतम विचलन कोण से कम होगा i कम है और i अधिक है इन दो स्थिति के लिए जब हम उच्च कोण पर रखेंगे तब आप दूरबीन को फोकस करेंगे और जब आप इस न्यूनतम से कम कोण पर आपतित कोण रखेंगे फिर इस आपतित कोण पर स्रोत तय है आपतित कोण को बदलने के लिए आपको प्रिज्म टेबल घुमाना होगा सही मतलब कि प्रिज्म के किनारे की सतह के अभिलंब प्रिज़्म का अग्र भाग है जिस अग्र भाग का आप उपयोग कर रहे हैं वह अभिलंब बदल जाएगा मतलब कोण बदल जाएगा क्योंकि आपकी आपतित की दिशा तय है कॉलिमेटर स्थिर है उस समय कॉलिमेटर को फोकस करें मतलब जो प्रक्रिया आपको करनी है निचले कोण पर विचलन अधिक होता है और उच्च कोण पर विचलन कम होता है यह शूस्टर की विधि Schuster's method इस प्रभाव का उपयोग करती है इस विधि को यहाँ समझाया गया है सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रिज़्म को प्रिज़्म टेबल पर इस तरह रखें कि आधार यानी गैर परावर्तक भाग कॉलिमेटर के समानांतर हो जब आप प्रिज़्म को प्रिज़्म टेबल पर रखते हैं तो यह शीर्ष किनारा वहां हम A प्रिज्म का कोण बताते हैं जो प्रिज्म टेबल के केंद्र में होगा अब इस स्थिति में प्रिज्म टेबल रखने के बाद इस तरह से रखना कि यह आधार यानी गैर परावर्तक सतह जो है उस अग्र भाग को कॉलिमेटर के समानांतर रखे अब सोडियम लैंप के एकवर्णी प्रकाश लगभग एकवर्णी प्रकाश से स्पेक्ट्रोमीटर के झिरी को रोशन करें प्रिज्म टेबल को घुमाएं ताकि कॉलिमेटर से प्रकाश परावर्तित भाग मान ले AB पर गिरे यह AB है यह AC है यह शीर्ष किनारा है और यह आधार है यह आधार है कॉलिमेटर से प्रकाश परावर्तित भाग AB पर गिरता है और छवि को अन्य परावर्तक भाग के माध्यम से अन्य परावर्तित भाग AC के माध्यम से आंख से देखें और फिर दूरबीन लाए और छवि का निरीक्षण करें प्रिज़्म टेबल को घुमाते हुए न्यूनतम विचलन स्थिति का पता लगाएं और दूरबीन को न्यूनतम विचलन की स्थिति से 5 डिग्री दूर तय किया जाए न्यूनतम का पता कैसे लगाना है आपको प्रिज़्म टेबल को घुमाना है और फिर आप अपनी छवि देखेंगे प्रिज़्म या प्रिज़्म टेबल की एक निश्चित स्थिति के बाद यह वापस आ जाएगा यह उस स्थिति में वापस आ जाएगा जिसे हम न्यूनतम विचलन स्थिति बताते हैं उस स्थिति से अब न्यूनतम विचलन की स्थिति ज्ञात करें उस स्थिति से आपतित कोण को बढ़ाते हुए या घटते हुए प्रिज्म टेबल को घुमाएं और दूरबीन के दृश्य के क्षेत्र में छवि लाएं दूरबीन को फोकस करें बढ़ते समय दूरबीन को फोकस करें कम करते हुए कॉलिमेटर को फोकस करें यही कारण है कि मैंने इस हिस्से को ब्रैकेट में रखा है और छवि को स्पष्ट बनाएं प्रक्रिया को कुछ बार दोहराएं जब यह हो जाए तब यह आपको समानांतर किरणें मिल रही हैं यह शूस्टर की विधि Schuster's method है शूस्टर की विधि Schuster's method के लिए आपको न्यूनतम विचलन की स्थिति का पता लगाना होगा न्यूनतम विचलन की स्थिति से आपको कोण बढ़ाना होगा और जब आपका कोण बढ़ेगा तो आप यह देखेंगे कि जब यह शीर्ष किनारा जब इसे दूरबीन की ओर घुमाया जाता है क्योंकि इस कॉलिमेटर से प्रकाश आ रहा है आप दूरबीन की ओर घूम रहे हैं इसका मतलब है कि यह कोण बढ़ेगा क्योंकि यह अभिलंब इस तरह घूम रहा है कि यह कोण बढ़ेगा जब कोण बढ़ता है तो आपको दूरबीन को समायोजित करना होगा दूसरे तरीके से लोग आमतौर पर याद रखते हैं कि जब यह प्रिज्म का किनारा दूरबीन की तरफ घुमाया जाता है तो आप दूरबीन को फोकस करते हैं जब आप कोण को कम कर रहे हैं मतलब इस तरह से घुमा रहे हैं कि इस तरह से घुमा रहे हैं यह सामान्य है इस तरह से यह रेखा तय हो गई है कॉलिमेटर से प्रकाश आ रहा है कोण कम हो जाएगा उस समय आपको कॉलिमेटर को समायोजित करना होगा इसका मतलब है जब आप कॉलिमेटर की ओर घूम रहे हैं तो आप कॉलिमेटर को फोकस करते हैं इस प्रक्रिया को कुछ बार दोहराएं और फिर आप देखेंगे यह दूरबीन और साथ ही कॉलिमेटर वे ठीक से प्रयोग के लिए समानांतर किरणों को संभालने के लिए केंद्रित हैं अब आपका स्पेक्ट्रोमीटर प्रयोग करने के लिए तैयार है या तो प्रिज़्म या ग्रेटिंग का उपयोग करके या कुछ और जो कुछ भी मैंने यहां सैद्धांतिक रूप से वर्णित किया लैब में मैं दिखाऊंगा और फिर से प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा मैं यहीं रुक जाऊंगा धन्यवाद